सभी को नमस्कार कंप्यूटर ऐडेड ड्रग डिजाइन के इस व्याख्यान में आपका स्वागत है इस व्याख्यान में हम कुछ सरल ड्रग देखेंगे और हम डेटाबेस देखेंगे जो अधिक संख्या में संरचनाएं रखते हैं यह शुरुआती पहचान में अत्यधिक उपयोगी है जैसा कि मैंने आपको पहले व्याख्यान में दिखाया था कुछ ऐसे डेटाबेस हैं जो कि बहुत सारे मॉलिक्यूल की संरचना रखते हैं ZINC डेटाबेस 35 मिलीयन कंपाउंड की संरचना उनके गुणों के साथ रखते हैं हम मॉलिक्यूल को अगर चाहे तो यहां से खरीद सकते हैं हमारे पास Drug Bank और Drugscom भी है यह डेटाबेस बाजार में उपलब्ध काउंटर ड्रग FDA अनुमोदित इत्यादि या बायोटेक ड्रग इत्यादि की संरचना रखते हैं यदि मैं यह जानना चाहता हूं कि किसी विशेष बीमारी के लिए बाजार में कौन से ड्रग उपलब्ध है तो मैं सबसे पहले drug bank या drugscom मैं देखूंगा इसके साथ में हमारे पास Chemspider ChemDB PubChem ChemDB हैं यह सभी बड़ी मात्रा में मॉलिक्यूल को रखते हैं और उनके गुणों को भी रखते हैं विभिन्न प्रकार के गुण जैसे मॉलिक्यूलर वेट घुलनशीलता इत्यादि इस व्याख्यान में हम इनमें से कुछ को देखेंगे सबसे प्रसिद्ध और व्यापक रूप से प्रयोग की जाने वाली दवा एस्प्रिन है इसको acetylsalicylic acid कहते हैं तो हमारे पास यह एसिड है यह Salicylic acid है यह acetyl ग्रुप है और यहां मौजूद है यह दर्द और बुखार के लिए प्रयोग की जाती है इसलिए इसको व्यापक रूप से प्रयोग करते हैं और आजकल इसको रक्त की श्यानता कम करने के लिए मेरा मतलब है रक्त की श्यानता कम करने के लिए निर्धारित करते हैं इसे रक्त को पतला करने का पदार्थ कहते हैं Asprin व्यापक रूप से प्रयोग की जाती है Prostaglandins Prostaglandin synthase 1 यह Asprin के टारगेट है फिर Prostaglandin synthase 2 इसको Cyclooxygenase 1 और Cyclooxygenase 2 कहते हैं यह एंजाइम reductase प्रकार के एंजाइम है यह आपको लिगेंड की दक्षता और यह कुछ विशेष मॉलिक्यूल के गुण हैं इनको गुण कहते हैं और यह डिस्क्रिप्टर संरचनात्मक लक्षण है हम इनको अलग अलग नामों से बुलाते हैं जैसे लक्षण या गुण हम इनको डिस्क्रिप्टर भी कहते हैं हम डिस्क्रिप्टर को ज्यादातर प्रयोग करेंगे यदि हम किसी मनुष्य को लेते हैं तो उसके गुण जैसे कि उस व्यक्ति की लंबाई व्यक्ति का वजन शरीर का रंग बालों का रंग आंखों का रंग इत्यादि हो सकते हैं उसी प्रकार हमारे पास बहुत सारे गुण हो सकते हैं जैसे कि प्रत्येक रासायनिक संरचना के लिए हमारे पास बहुत सारे गुण होते हैं इनके बारे में बाद में बात करेंगे लेकिन मॉलिक्यूलर वेट एक ऐसा आसान गुण है जो आप सबको जानना चाहिए और इसके पास दो rotable bonds होते हैं हम इन गुणों के बारे में बाद में बात करेंगे अब हम दूसरे कंपाउंड Metformin को देखते हैं Metformin आजकल हर कोई मेटफॉर्मिन के बारे में जानता है क्योंकि मधुमेह विश्व स्तर पर एक बहुत ही बड़ी समस्या है इसी के साथ साथ भारत में भी यह बड़ी समस्या है और यह मधुमेह को नियंत्रित करने के लिए उपयोगी दवाई है तो यह मेटफॉर्मिन की संरचना है उसके पास बहुत से नाइट्रोजन है इसलिए यह अत्यधिक पोलर और हाइड्रोफिलिक है हाइड्रोफिलिक का मतलब यह जल में अत्यधिक घुलनशील है जबकि हाइड्रोफोबिक लिपिड में घुलनशील होते हैं हाइड्रोफिलिक का मतलब यह जल में अत्यधिक घुलनशील है जबकि हाइड्रोफोबिक बसा में घुलनशील हैं क्योंकि नाइट्रोजन की उपलब्धता की वजह से यह है जल में अत्यधिक घुलनशील है इसी प्रकार यदि आपके पास OH समूह की अधिकता है तो यह जल में अत्यधिक घुलनशील हो जाएगा तो यह मेटफॉर्मिन मधुमेह के लिए प्रयोग की जाती है यहां मेटफॉर्मिन के बहुत से गुण दिए गए हैं आगे चलकर हम इस पर और समय देंगे इसको देखिए यह एंटीबायोटिक्स है इनको beta lactam एंटीबायोटिक कहां जाता है यह एंटीबायोटिक व्यापक रूप से उपलब्ध है और बड़े स्तर पर बाजार में उपलब्ध है Penicillin एक पुरानी एंटीबायोटिक है यह द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान संक्रमित सिपाहियों को दी गई थी बहुत से सिपाही इसकी खोज होने से पहले संक्रमण के कारण मर गए थे और पेनिसिलिन एक वरदान साबित हुई इनको beta lactam एंटीबायोटिक कहां जाता है यहां पर बहुत सी beta lactam एंटीबायोटिक है तो इसको beta lactam रिंग कहां जाता है इसको beta lactam रिंग कहां जाता है एक नाइट्रोजन और एक Ketone समूह के साथ 4 सदस्यों का Cyclic रिंग और बहुत सी एंटीबायोटिक जो Beta lactam समूह के अंतर्गत आती हैं उनके पास यह विशेष रिंग होता है इसलिए हम यहां पर बहुत से प्रतिस्थापन देख सकते हैं यहां पर मैंने R रखा है हम यहां पर अलग अलग प्रतिस्थापन कर सकते हैं लेकिन इस रिंग को सुरक्षित रहते हैं इसको beta lactam रिंग जोकि 4 सदस्यों का साइक्लिक समूह नाइट्रोजन और कीटोन के साथ है यह Cephalosprins है यहां पर Beta lactam रिंग को पुनः देख सकते हैं यहां पर विभिन्न प्रकार के R ग्रुप है जिससे हम अधिक मात्रा में Cephalosprins प्राप्त कर सकते हैं यह एंटीबायोटिक है व्यापक रूप से एंटीबायोटिक है और बाजार में बहुत सी अलग अलग प्रकार की Beta lactam एंटीबायोटिक्स उपलब्ध है यह Beta lactam रिंग है एंटीबायोटिक Amoxicillin को देखिए तो इसके पास beta lactam रिंग है Penicillin V यह मौखिक ड्रग है यह Penicillin G है यह beta lactam रिंग सुरक्षित है तू इसकी साइड चेन में बहुत सारे परिवर्तन किए जा सकते हैं जिससे इसकी घुलनशीलता अच्छी हो सकती है इसकी स्थिरता अच्छी हो सकती है और ड्रग का हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक स्वभाव का संतुलन बना सकते हैं इसलिए प्रतिस्थापन जोड़ने के बहुत से कारण हो सकते हैं ड्रग समानता गुण को अच्छा कर सकते हैं या किसी और गुण को अच्छा कर सकते हैं तो यह सामान्य पेनिसिलिन है जैसा कि आप देख सकते हैं यहां पर Beta lactam रिंग है लेकिन यहां पर बहुत से प्रकार Penicillin Penicillin G Penicillin V Amoxicillin हैं लेकिन यह सब इसको रखते हैं तो यह कैसे काम करता है यह इसकी प्रोटीन में cross linking को कमजोर करता है जिससे कोशिका भित्ति का निर्माण रुक जाता है जिससे बैक्टीरिया की कोशिका बढ़ नहीं पाती और यह है कोशिका भित्ति निर्माण में प्रयोग होने वाले बहुत से प्रोटीन की क्रॉसलिंकिंग कमजोर कर देते हैं जिससे कोशिका का निर्माण नहीं हो पाता है तो Amoxicillin और Clavulanic acid को एक साथ देखिए इनका प्रयोग बैक्टीरिया संक्रमण को रोकने के लिए किया जाता है ऐसा क्या होता है कि बैक्टीरिया बहुत चालाक हो जाते हैं और beta lactamase एंजाइम जैसा कुछ उत्पन्न करने लगते हैं ठीक इसको beta lactamase एंजाइम कहते हैं तो यह एंजाइम बैक्टीरिया द्वारा उत्पन्न किया जाता है जोकि beta lactam रिंग को तोड़ना शुरू कर देता है और एंटीबायोटिक निष्क्रिय हो जाते हैं और अपनी कार्यशैली को भूल जाते हैं बैक्टीरिया इस विशेष एंजाइम को बनाना शुरु कर देते हैं और यह एंजाइम संरचना को तोड़ देता है जिससे एंटीबायोटिक अपनी गतिविधि खो देते हैं तो क्या हुआ क्या उन्होंने इस को एक साथ बनाना शुरू कर दिया एक को Clavulanic acid Amoxicillin कहते हैं Calvulanic acid जाके beta lactamase एंजाइम से बंध जाता है जिसके कारण यह एंजाइम अपना काम नहीं कर पाता है और एंटीबायोटिक अपना काम करना शुरू कर देती है और बैक्टीरिया को मार देती है इसलिए इसको संयोजन चिकित्सा कहते हैं इसको संयोजन चिकित्सा कहते हैं जिसमें 2 दवाई देते हैं जिसमें से एक विशेष टारगेट पर जाकर बंधता है जबकि संकलित ड्रग दूसरे टारगेट पर जाकर काम करता है ठीक इसलिए इसको संयोजन चिकित्सा कहते हैं क्योंकि beta lactamase एंजाइम beta lactam रिंग को विघटित करना शुरू कर देते हैं इसलिए दो दवाइयां एक साथ देना शुरू कर देते है जिसमें यह Clavulanic acid beta lactam एंजाइम से बंधता है जोकि beta lactamase अबरोधक है जबकि Amoxicillin कोशिका भित्ति पर अपना कार्य करना शुरू कर देता है इससे बैक्टीरिया मर जाता जाता है आजकल यह बैक्टीरिया प्रतिरोधी हो गए हैं इनको प्रतिरोध बैक्टीरिया कहा जाता है क्योंकि यह अलग अलग तरीके अपनाने लगे हैं एक तरीका यह है कि यह किस प्रकार के एंजाइम उत्पादित करते हैं जिससे ड्रग या तो नष्ट हो जाता है या विघटित हो जाता है दूसरी विधि में यह Efflux Pump का उत्पादन करते हैं जिसका मतलब है कि कोई भी दवाई माइक्रोऑर्गेनाइज्म या कोशिका के अंदर आती है उसको बाहर निकाल दिया जाता है इसको Efflux pump कहा जाता है तो बैक्टीरिया ने इस प्रकार के नए तरीके अपनाना शुरू कर दिए हैं जिससे कि वह प्रतिरोधी बन गए हैं और आजकल आप प्रतिरोधी प्रतिरोधी बैक्टीरिया Tuberculosis बैक्टीरिया के बारे में सुन रहे होंगे यह वह तरीके हैं जिनको यह इस्तेमाल करते हैं और इस समस्या के समाधान के लिए दवाई को संयोजित करके दिया जाता है हम सभी Asprin को जानते हैं लेकिन यहां पर विभिन्न प्रकार की Asprin है आप Phenacetin और Tylenol को देख सकते हैं जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं यह सभी विभिन्न प्रकार की संरचनात्मक आकृतियां है Ibuprofen को Advil भी कहते हैं यह सभी परिवर्तन संरचनाओं में किए जाते हैं जैसा कि मैंने कहा यह संरचनात्मक परिवर्तन दवा में ड्रग समानता गुण और ADME मॉलिक्यूल को और स्थिर बनाता है या विषाक्तता को को कम करता है हम आगे जाएंगे तब हम इनमें से कुछ को देखेंगे Antihistamines हम सब ने Antihistamine जरूर ली होगी यह सूजन या लालिमा इन्फ्लेमेशन छींक आना या नाक के बहने को कम करने के लिए प्रयोग किया जाता हैतो यह कैसे काम करती है यह Histamine को Histamine receptor 1 से निकलना बंद कर देती है जब यह निकलते हैं तो Histamine को बंद कर देते हैं हमको सूजन से खुजली से इन्फ्लेमेशन से बहती नाक से बहती आंख इत्यादि से आराम मिल जाता है इसलिए इनको Histamine प्रतिरोधी कहा जाता है और यह Histamine का निकलना बंद कर देती हैं यह वह है जिस को हिस्टामाइन की संरचनात्मक मॉलिक्यूल कहते हैं जिसको हिस्टामाइन कहा जाता है Diphenyldramine Chlorpheniramine यह कुछ histamine प्रतिरोधी दवाइयां हैं जो कि बाजार में उपलब्ध है तो हम देखेंगे कि इनके पास यहां पर नाइट्रोजन ग्रुप है इसलिए इसके अंत में amine है इनके पास यहां पर नाइट्रोजन ग्रुप है इसलिए इसके अंत में amine है यह सभी Histamine प्रतिरोधी है एलर्जी जैसी अवस्था के लिए इनका प्रयोग किया जाता है ज्यादातर एंटीबैक्टीरियल इन सल्फा ड्रग की खोज बहुत बहुत पहले हुई थी इनके पास सल्फर ग्रुप होता है इसलिए इनको सल्फा ड्रग कहा जाता है आप यहां Sulfanilamide देख सकते हैं तो यहां पर एक NH2 और एक Amide ग्रुप है इसलिए इसको Sulfanilamide कहते हैं यह एक aniline प्रकार का ग्रुप है इसलिए इसके विभिन्न प्रकार हैं Sulfaguanidine Sulfathiazole इसको thiazole संरचना कहते हैं नाइट्रोजन और सल्फर के साथ एक 5 सदस्यीय समूह इसको thiazole कहते हैं क्योंकि thiamine सल्फर है Zole नाइट्रोजन है इसलिए यह thiazole है इसका मतलब यह 5 सदस्यों के साथ है और इसमें नाइट्रोजन और सल्फर मौजूद हैं इसलिए sulfa में आप बहुत सारे परिवर्तन देख सकते हैं आजकल इन दवाइयों का प्रयोग नहीं होता है क्योंकि बैक्टीरिया इन दवाओं के लिए ज्यादा प्रतिरोधी हो गया है इसलिए पूरा विश्व दूसरी प्रकार की एंटीबायोटिक की तरफ चला गया है जैसे हमने आपको Penicillin दिखाई थी पुन्हा Penicillin भी ज्यादा कमजोर हो गई है क्योंकि बैक्टीरिया इसके लिए भी प्रतिरोधी हो गया है इसलिए पूरी चिकित्सीय बिरादरी दूसरी ताकतवर एंटीबायोटिक्स की तरफ चली गई है इसलिए हमेशा से माइक्रोऑर्गेनाइज्म और वैज्ञानिकों के बीच में जंग रहती है जैसे ही वैज्ञानिक नई दवा की खोज करते हैं और माइक्रोऑर्गेनाइज्म किसी तरह से उस दवा के प्रतिरोधक हो जाते हैं और इस दवा को या तो जीन में परिवर्तन की वजह से या efflux pump के द्वारा की मदद से विघटित कर देते हैं इसलिए वैज्ञानिक फिर से नए मॉलिक्यूल की खोज करते हैं और करते रहते हैं तो इन sulfa ड्रग्स का प्रयोग आमतौर पर नहीं किया जाता है किंतु शरीर के कुछ संक्रमण में इसका प्रयोग मरहम के रूप में किया जाता है हम दूसरी एंटीबैक्टीरियल दवाओं को देख सकते हैं आपने इन सब नामों को जरूर सुना होगा Tetracycline Aueromycin Terramycin Fluoroquinolone यह दवाइयां बैक्टीरिया के राइबोसोम से बांधती हैं जबकि Fluoroquinolones यह DNA Replication से बांधती है जिससे DNA का replication नहीं हो पाता है इसलिए एंटीबायोटिक की और एंटीबैक्टीरियल की विभिन्न प्रकार की कार्यशैली देख सकते हैं यदि आप Penicillin को देखते हैं तो यह कोशिका भित्ति के निर्माण को रोकती है यदि आप Tetracyclin प्रकार की दवाओं को देखते हैं तो यह बैक्टीरिया के राइबोसोम से बांधती हैं यदि आप Fluoroquinolones को देखते हैं तो यह DNA Replication को रोकती हैं दवाई की कंपनियां विभिन्न संभावित टारगेट को देखती हैं और फिर मॉलिक्यूल को उन टारगेट के लिए बनाती हैं Ibuprofen सभी ने इसको इन्फ्लेमेशन इत्यादि की वजह से लिया होगा NSAID घुटने के जोड़ इत्यादि के लिए इनको Nonsteroidal anti inflammatory दवाइयां कहा जाता है एक समय में स्ट्राइड घुटने या जोड़ में सूजन होने पर दिए जाते थे लेकिन जैसा कि आप जानते हैं इसके बहुत सारे साइड इफेक्ट होते हैं इसलिए ऐसी दवाओं को मॉलिक्यूल को इन्फ्लेमेशन और anti inflammatory की समस्या को दूर करने के लिए खोजा गया इनको nonsteroidal anti inflammatory ड्रग्स कहते हैं तो यह कैसे काम करते हैं यह शरीर में उन हार्मोन की मात्रा कम कर देते हैं जो इन्फ्लेमेशन या शरीर में दर्द के कारक होते हैं यह उन एंजाइम जिनसे प्रोस्टाग्लैंडइन उत्पादित किए जाते हैं जा कर बंध जाते हैं इस प्रकार यह कार्य करते हैं जैसा कि हमने दिखाया बहुत बड़ी संख्या में दवाइयां जो कि हम बहुत ही यूज करते हैं उनकी संरचनात्मक आकृति को समझना बहुत बहुत जरूरी है हमें संरचनात्मक डिस्क्रिप्टर्स को समझने की आवश्यकता है यह सामान्यता मॉलिक्यूल के गुणों का वर्णन करते हैं इसको Chemiinformatics कहते हैं जोकि मॉलिक्यूलर संरचना की संरचनात्मक आकृति और डिस्क्रिप्टिव की संरचनात्मक आकृति के बारे में जानने का प्रयत्न करते हैं इसलिए डेटाबेस को देखते हैं जैसा कि मैंने कहा और देखा इनका कैसे प्रयोग किया जा सकता है सबसे पहले हम इस डेटाबेस को देखते हैं जिसे Zinc15 डेटाबेस कहते हैं इस डेटाबेस के पास बहुत बड़ी संख्या में मॉलिक्यूल की संरचनाएं है जैसा कि आप देख सकते हैं यह है 100 मिलियन के लगभग है यह प्रतिदिन खरीदारी में ऊपर जा रहा है यदि आपने इनसिल्को अध्ययन में कोई लीड मॉलिक्यूल बहुत अच्छा पाया है आप उसको खरीद सकते हैं यह इसकी खासियत है अब हम इस डेटाबेस को कैसे देखने जा रहे हैं किसी पदार्थ को खोजने के लिए हम यहां पर क्लिक कर सकते हैं हम यहां पर लिख सकते हैं उदाहरण के लिए Aspirin तो हमको संरचना मिल गई है मैं यहां पर क्लिक करूंगा जिससे हमें बहुत सारी जानकारी मिल जाएगी यह संरचना कुछ और नहीं जैसा मैंने कहा Acetyl है यह acetyl ग्रुप है यह salicylic acid है इसके पास यहां 1 बेंजीन और एक एसिड है यह भंडार में उपलब्ध है मॉलिक्यूल पर कुल आवेश 1 है यह 1 कैसे पाता है क्योंकि OH आसानी से टूट जाता है और आप हो O 1 प्राप्त होता है जिसके पास कोई भी हाइड्रोजन बॉन्ड दाता नहीं है इसलिए O H O में टूट जाता है हाइड्रोजन बॉन्ड प्राप्तकर्ता जिसका मतलब ऑक्सीजन और नाइट्रोजन हाइड्रोजन बांड प्राप्तकर्ता कहलाते हैं इसलिए 1234 इसलिए इसको 4 हाइड्रोजन बॉन्ड प्राप्तकर्ता मिलते हैं TPSA का मतलब कुल ध्रुवीय सतह क्षेत्र है PSA का मतलब ध्रुवीय सतह क्षेत्र है इसके पास 2 rotable bonds है तो 2 rotable bonds है इसके पास बहुत सारे ग्रुप हैं और इसके साथ साथ यह बताता है कि कौन से एंजाइम पर जाकर बंधना है यदि आप यहां पर क्लिक करेंगे तो आपको इस एंजाइम के बारे में और जानकारी प्राप्त हो जाएगी जैसा कि आप देख सकते हैं कुछ और अनुरूप हैं जैसा कि आप यहां देख सकते हो इसके विभिन्न अनुरूप हैं और क्या करने की आवश्यकता है क्या क्लिनिकल ट्रायल किए जा चुके हैं एंटीप्लेटलेट थेरेपी की चरण 4 के परीक्षण जानकारी यहां दी हुई है जैसा कि मैंने कहा Aspirin को रक्त को पतला करने के लिए आजकल प्रयोग किया जाता है इसका प्रयोग प्लेटलेट को इकट्ठा होने से और आघात से बचाने के लिए किया जाता है इसका प्रयोग आघात से बचाने के लिए भी किया जाता है और इसके चरण 4 के परीक्षण किए जा चुके हैं इसलिए यह रक्त को पतला करने के लिए और आघात से बचाने के लिए बाजार में उपलब्ध है यह है warfarin या aspirin है इसको देखा जा चुका है और इसका समय पूर्ण हो चुका है जिस प्रकार आपको पता है किस तरह के क्लीनिकल परीक्षण aspirin के साथ किए गए थे इस की वर्तमान स्थिति क्या है 2005 2006 2007 2011 यह जानकारी यहां पर उपलब्ध है इसलिए इस मॉलिक्यूल की उचित मात्रा में जानकारी यहां पर उपलब्ध है यदि हम aspirin मैं इच्छुक हैं तो हम यहां से सदैव खरीद सकते हैं हम इनको लिख सकते हैं और यह जानकारी प्राप्त कर सकते हैं उदाहरण के लिए एक दूसरी संरचना metformin देखते हैं आपके पास यहां पर metformin है यहां पर क्लिक करते हैं यह metformin है metformin के बहुत सारे गुण हैं इसका कुल आवेश 2 है क्योंकि आप यहां पर चिन्न देख सकते हैं यहां पर दो हाइड्रोजन बांड डोनर हैं यहां पर 1234 यहां पर चार नाइट्रोजन ग्रुप हैं दो जो कि हाइड्रोजन बॉन्ड डोनर हैं यहां पर कोई भी हाइड्रोजन बॉन्डएक्सेप्टर नहीं है और बहुत सारी जानकारी दी हुई है metformin और rosiglitazone यह दो और एंटी डायबिटिक ड्रग इलाज के लिए हैं क्लीनिकल परीक्षण की जानकारी यहां दी हुई है और इन मॉलिक्यूल के गुणों की जानकारी दी हुई है और क्लीनिकल परीक्षण में किस प्रकार का अध्ययन किया गया है इसकी जानकारी भी दी हुई है इसलिए यह सब दिया गया है यदि मैं यहां क्लिक करता हूं तो मैं और अधिक जानकारी प्राप्त कर सकता हूं हां मैं और अधिक जानकारी प्राप्त कर सकता हूं इसलिए यह अत्यधिक उपयोगी डेटाबेस है उदाहरण के लिए हम यहां संरचना बना सकते हैं सोचिए हम एक संरचना बना रहे हैं यहां हम रासायनिक संरचना बना सकते हैं और हम डेटाबेस में इस मॉलिक्यूल को खोजने में रुचि रखते हैं जिसका हमने सब स्ट्रक्चर बनाया है हम इसको सब स्ट्रक्चर खोज कह सकते हैं तो हम विभिन्न प्रकार के सबस्ट्रक्चर यहां पर बना सकते हैं और उनको डेटाबेस में पूछ सकते हैं यह जानने के लिए क्या वास्तविकता में इन सब स्ट्रक्चर मॉलिक्यूल की कोई प्रमुख संरचना मौजूद है यह एक खोज का आम तरीका है और यह अधिक समय ले सकती है किंतु हमारे पास यदि कोई बड़ा सब स्ट्रक्चर है और आपसे ढूंढने के लिए कहा जाए तो आप यह कर सकते हैं तो हम इस आधार को देखते हुए विभिन्न संरचनाओं को बना सकते हैं आप जानते हैं कि हम benezene ring 5 membered ring hetrocycles carbon nitrogen oxygen sulfur की संरचना बना सकते हैं आप देख सकते हैं chlorine bromine जैसी संरचनाएं हम बना सकते हैं यदि हम नाम जानते हैं तो मैं बेशक नाम दे सकता हूं इसको देखिए तो इसने बहुत सारे मॉलिक्यूल को डेटाबेस में पाया है जिनके पास यह विशेष सबस्ट्रक्चर है जैसा कि आप यह देख सकते हैं यह benzene ring O के साथ है जैसा कि हम चाहते थे इसने बहुत बड़ी मात्रा में आपको सबस्ट्रक्चर बड़ी मात्रा में कुछ विशेष सबस्ट्रक्चर के मॉलिक्यूल दिए हैं मैं आगे ले जा सकता हूं और कुछ अध्ययन कर सकता हूं मैं कुछ विशेष फिल्टर का प्रयोग करते हुए इनकी संख्या कम कर सकता हूं जैसा कि आप यहां देख सकते हैं इस विशेष सबस्ट्रक्चर के बहुत सारे मॉलिक्यूल यहां उपलब्ध है Benzene ring ऑक्सीजन और पैरा स्थान है जहां पर प्रतिस्थापन समूह है जैसा कि आप देख सकते हैं अधिक और अधिक मॉलिक्यूल आ रहे हैं देखिए हम यहां पर उपलब्ध छोटे मॉलिक्यूल पर क्लिक करेंगे कल्पना कीजिए हमनेइस मॉलिक्यूल पर क्लिक किया तो यह आपको इस मॉलिक्यूल की जानकारी देता है यह मॉलिक्यूल यहां है यह उस मॉलिक्यूल की की Zinc आईडी है और आप इसके कुछ गुणों को यहां देख सकते हैं LogP हम इन सब के बारे में बात करेंगे मॉलिक्यूलर वेट यहां दिया हुआ है यदि आप इस मॉलिक्यूल को अत्यधिक महत्वपूर्ण समझते हैं तो आप इसको खरीद सकते हैं यहां पर इस मॉलिक्यूल की ज्यादा जानकारी नहीं है इसको सबस्ट्रक्चर खोज कहते हैं इसकी विशेषता यह है कि हम बहुत सारी तलाश यहां कर सकते हैं इसके साथ साथ तलाश का एक और तरीका भी है यदि आप Zinc आईडी जानते हैं इसका मतलब यह Zinc डेटाबेस है तो यदि आप आईडी जानते हैं तो हम इसको भी कर सकते हैं ठीक तो आप संरचना बना सकते हैं यह अच्छा है अब हम Drugdb को देखेंगे यह ड्रग बैंक है इसके पास उन ड्रग की बहुत बड़ी संख्या है जो बाजार में उपलब्ध है तो इसके पास कुल ड्रग की संख्या 10508 है इसका मतलब यह FDA द्वारा अनुमोदित है और 1738 छोटे ड्रग मॉलिक्यूल और बायोटेक ड्रग के साथ बाजार में उपलब्ध है यहां यह सब है अब हम इसको खोजना शुरू कर सकते हैं उदाहरण के लिए Acetominophen दर्द या पीड़ा के लिए प्रयोग की जाती है Acetylsalicylic acid metformin के बारे में मैंने बात की है Aspirin के बारे में मैंने बात की है Morphine Morphine वह दवाई है जो अत्यधिक पीड़ा के लिए प्रयोग की जाती है आपको जो दर्द है यह उसको रोकती है और कम करती है तो यह अत्यधिक उपयोगी डेटाबेस है जिसको हम अपने अध्ययन के लिए प्रयोग कर सकते हैं और कुछ नए ड्रग्स को पहचान सकते हैं हम फिर से Metformin को देख सकते हैं और Metformin के लिए खोज कर सकते हैं Metformin एक biguanide है तो यह आपको एक विशेष ड्रग के बारे में संपूर्ण जानकारी देता है तो अभी ड्रग पर देखिए उदाहरण के लिए मैंने कुछ लिखा जिसे beta blocker कहते हैं इस दवा के समूह को कार्डियोवैस्कुलर समस्याओं के लिए विशेषतया उच्च रक्तचाप के लिए दिया जाता है यहां पर कुछ beta adrenergic प्रकार के receptor है जिनको इन दवाओं के माध्यम से निष्क्रिय किया जाता हैतो बहुत अधिक ड्रग्स है यह सब एक साथ जाकर Bupranolol indenolol पर खत्म होती हैं तो यह सभी ड्रग beta blocker की श्रेणी में आती है यह गैर चयनित beta blocker है तो सामान्यता इनका प्रयोग उच्च रक्तचाप के लिए किया जाता है उदाहरण के लिए इनमें से मुझे एक पर क्लिक करने दीजिए तो यह आपको इस मॉलिक्यूल की संरचना देगा और अनुमोदित करेगा कि यह beta blocker है और और फिर यह अंतरराष्ट्रीय नामों के बारे में बताएगा क्योंकि कंपनियां इसको ब्रांड के नाम से बेचती है मॉलिक्यूल का भार रासायनिक सूत्र क्या है फिर औषधीय जानकारी Pharmacodynamics क्या है और यह कैसे काम करता है कैसे वाइंड होता है इत्यादि इसलिए अत्यधिक जानकारी बेशक दवा की सहभागिता और इसकी दूसरी दवाओं के साथ सहभागिता कैसी है पता लगता है आजकल डॉक्टर एक साथ 2 3 दवाइयां देते हैं तो यह एक दूसरे के साथ कैसे सहभागिता दिखाते हैं इत्यादि की जानकारी होनी चाहिए तत्पश्चात क्लीनिकल परीक्षण की जानकारी इसके बाद कुछ प्रायोगिक गुण जैसे कि गलनांक द्रव्य में घुलनशीलता और फिर यह प्राप्त किए हुए गुण है यह प्रायोगिक और यह प्राप्त किए हुए गुण हैं जैसे कि घुलनशीलता PKA यह एसिड इत्यादि हैं बहुत सी जानकारी दी हुई है रिंग की संख्या बायोअवेलेबिलिटी जो कि अत्यधिक महत्वपूर्ण पैरामीटर है यह आपको बताता है कि जब आप मौखिक रूप से ड्रग लेते हैं तो वास्तव में यह कितनी मात्रा में टारगेट साइट पर उपलब्ध होता है इत्यादि तो यह अत्यधिक जानकारी देता है फिर आप प्राप्त की हुई जानकारी देख सकते हैं इसका मतलब है Computationally प्राप्त की हुई ADMET जानकारी अवशोषण वितरण उपापचय उत्सर्जन T विषाक्तता तो यह आपको सॉफ्टवेयर के प्रयोग के बारे में जानकारी देता है मुझे लगता है यह बहुत से गुण को पहचान सकते हैं आप देख सकते हैं विभिन्न प्रकार के गुणों को प्राप्त किया और यह यहां इसमें उपलब्ध है तो यदि हम कुछ विश्लेषणात्मक अध्ययन करना चाहते हैं तो इस प्रकार की जानकारी बहुत बहुत उपयोगी है इसलिए drugs DB एक उपयोगी डेटाबेस है जैसा कि मैंने कहा इसके बाद हमारे पास drugscom डेटाबेस हैं यदि आप इसको भी देखते हैं यह आपको FDA से अनुमोदित विभिन्न प्रकार की दवाइयों की बहुत सी जानकारी देता है तो हम ड्रग्स की एक सूची उनकी स्थिति जैसे Class सामान्य दवाई बिना डॉक्टर की सलाह के बेचे जाने वाली दवाई अंतरराष्ट्रीय दवाई प्राथमिक दवाई पशु चिकित्सा पदार्थ उनके साइड इफेक्ट के आधार पर बना सकते हैं यदि हम किसी विशेष बीमारी पर अनुसंधान करने जा रहे हैं तो सबसे पहले हमको drug DB और drugcom को देखना होगा जिससे कि हमें पहले से उपलब्ध मॉलिक्यूल की समस्त जानकारी मिल सके इससे मैं उनके गुणों को जान सकता हूं मैं कार्य की शैली जान सकता हूं मैं उनको और उनके साइड इफेक्ट्स को जान सकता हूं तो यह शुरुआत करने के लिए बहुत अच्छा कदम है तो आपको इस विशेष कदम से शुरुआत करनी होगी आप Drugcom को देख सकते हैं और आपके पास ChemDB हो सकता है यह एक दूसरा डेटाबेस है ठीक तो ChemDB ऑनलाइन रसायनिक डेटाबेस है तो आप देख सकते हैं यह एक रसायनिक संदर्भ डेटाबेस है हम संरचना के आधार पर खोज सकते हैं तो मैं यह संरचना देता हूं और फिर मैं विभिन्न संरचनाओं को देखता हूं और हम इन्हें देखना शुरू कर सकते हैं यह जैव स्क्रीनिंग है हम संरचनाओं की खोज करना शुरू कर सकते हैं फिर हमारे पास PubChem डेटाबेस है जोगी विभिन्न मॉलिक्यूल की जानकारी देता है इसको PubChem डेटाबेस कहां जाता है बहुत अधिक मात्रा में संरचनाएं और खोजने के लिए विकल्प हैं आप खोजने के लिए विकल्प में गुण जैसे थ्री डाइमेंशनल संरचना इत्यादि दे सकते हैं तो हम Aspirin कंपाउंड को देख सकते हैं तो आप विभिन्न प्रकार की Aspirin को खोज सकते हैं यहां पर देखिए यह आपको बहुत अधिक जानकारी देगा यह आपको IUPAC जैसी जानकारी देता है यदि मैं कुछ bioassay जानना चाहता हूं यह आपको aspirin के assay के बारे में बताएगा Aspirin के विभिन्न प्रकार के assay हैं जिनका प्रयोग इसको खोजने के लिए या इसका दूसरे टारगेट के साथ सहभागिता जानने के लिए कर सकते हैं इसलिए यह जैव रसायन की जानकारी है जिसे हम प्राप्त कर सकते हैं इसके पास संरचना खोजने के लिए विकल्प भी है तो हम संरचना भी बना सकते हैं आप यहां देख सकते हैं substructure और संरचना को बना सकते हैं हम बहुत से कार्य कर सकते हैं हम इसके साथ बहुत से कार्य कर सकते हैं हम यहां पर देख सकते हैं और फिर हम खोजने के लिए कहेंगे तो यह कुछ करने के लिए इंतजार कर रहा है तो हम मॉलिक्यूल के लिए substructure खोज इस विशेष substructure के साथ देख सकते हैं तो यह है PubChem डेटाबेस है आप वेब में मौजूद डेटाबेस के साथ कार्य करना शुरू कर सकते हैं यह सभी बहुत उपयोगी डेटाबेस हैं क्योंकि यह आपको संरचना और बहुत सारे गुणों की जानकारी देते हैं जिनका आप विभिन्न प्रकार की गणना करने में प्रयोग कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास ज्यादा समय नहीं है प्रत्येक डेटाबेस को विस्तार से जानने के लिए तो मैं आपसे यह कहूंगा कि आप इन सभी डेटाबेस को अच्छे से देखें हम इनको मॉलिक्यूल के और ड्रग के नाम के आधार पर देख सकते हैं गुणों के आधार पर हम इनकी संरचना बना सकते हैं और substructure खोज कर सकते हैं हम बीमारी की स्थिति के आधार पर खोज कर सकते हैं तो हम इन डेटाबेस को उपयोग करते हुए बहुत सारे अध्ययन डाटा कलेक्शन और डेटा विश्लेषण कर सकते हैं और इनमें से कुछ का हम प्रयोग करेंगे जब हम आगे जाएंगे आप के समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद